असाइनमेंट 2 समस्या संख्या 1 4 इसमें और अगले शिक्षण में हम गृह कार्य 2 को हल करेंगे जो विद्युत स्थैतिकी और सदिश गणना पर आधारित है असाइनमेंट की पहली समस्या कहती है कि एक दिए हुए क्षेत्र F जो x y का फंक्शन 2xi3yj है F और ds का अदिश गुणा FdS जहां ds एक R त्रिज्या के बेलन पर एक सीमित क्षेत्र को बताता है इसलिए हम Fds का पता लगाना चाहते हैं तो यह R त्रिज्या के बेलन पर एक कोण पर एक सीमित क्षेत्र है और हम गोलीय निर्देशांक का उपयोग करते हैं यदि मैं इस बेलन का एक चित्र बनाता हूं हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहां एक बल क्षेत्र F है और हम Fds का अदिश गुणा निकालना चाहते हैं जहां यह छोटा क्षेत्र एक कोण पर है तो आप गोलीय निर्देशांक में देख सकते हैं यह क्षेत्र वास्तव में गोलीय निर्देशांक में s इकाई की दिशा में जा रहा है इसकी ऊंचाई dz या zहै यह कोण d है इसलिए यह क्षेत्र का परिमाण हैं तो यदि मैं ds परिमाण लिखता हूं तो यह Rdहोगा जो यह दूरी है मैं इस वक्रीय सतह पर वक्रीय दूरी को लाल के द्वारा बताता हूं और ऊंचाई dz है इसलिए परिमाण Rddz होगा और इसकी दिशा x दिशा होगी इसलिए क्षेत्र ds होगा Rddz s दिशा में और अब जब मैं Fds की गणना करता हूं यह 2xi s Rddz3yj s Rddz आता है मैं जानता हूं कि गोलीय निर्देशांक में सतह पर x Rcosis इकाई सदिश cosहै y है Rsinjs इकाई सदिश sin है इसलिए Fds2Rcos2 3Rsin2और बाहर की तरफ हमारे पास है R ddz जो 2R2cos23Rsin2 dϕdz के बराबर है जिसे हल करने पर क्योंकि cos2sin21 है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं R22sin2ddz और यह उत्तर है प्रश्न संख्या 2 उत्तर प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 में क्षेत्र का फ्लक्स एक चौथाई गोलीय सतह जो 4 से 34 तक फैली हुई है वह है तो अब हम क्या पूछ रहे हैं चलिए मैं पुनः इस बेलन को बनाता हूं और बेलन की लंबाई 1 लेते हैं इस 1 लंबाई के लिए हम 4 से 34 तक समाकलन करना चाहते हैं तो कहीं बेलनाकार सतह के ऊपर जो कि पीछे की तरफ है हम इस बेलनाकार सतह से जाने वाले फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है हमें सतह के ऊपर Fds का समाकलन करना होगा जो कि 434 dϕ होगाdz की लंबाई 1 है तो यह जो भी लंबाई हो चलिए कहते हैं कि यह 0 से 1 है क्योंकि यहां z पर निर्भरता नहीं है यह मायने नहीं रखता कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है 01 R222sin2 अब क्योंकि z पर निर्भरता नहीं है यह मुझे 1 देगा और इसलिए मुझे यह फ्लक्स R2434 dϕ2sin2 के समाकलन से मिलता है जो 2R2× यह पहला पद हैR2434 2dϕ के बराबर आता है जो 2R के बराबर है माफ कीजिएगा यहR2 है R22R222 12 sin2 34 से 4 और इस समाकलन को आसानी से कर सकते हैं और आपका अंतिम हल 5R24R22आता है यह समाकलन बहुत आसान है तो इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं प्रश्न संख्या 3 है कि यदि द्रव्य के घनत्व को अंतरिक्ष के एक भाग में फैलाया गया है जो इस तरह दिया गया है तो मैं घनत्व लिखता हूं जो कि xy और z का फंक्शन है मैं इसे घनत्व Rभी लिख सकता हूं और Cx2zदिया गया है इसका मतलब यह है कि नीचे वाले तल में या z धनात्मक मान या धनात्मक मान यह धनात्मक मान है और x x2 पर निर्भर करता है तो घनत्व सारा धनात्मक है यह Cx2z से लिया जाता है जहां C एक चर है गोलिय ध्रुवीय निर्देशांक में एक अनंत भिन्न आयतन तत्व का द्रव्यमान इस तरह से दिया जाता है हम एक छोटे आयतन तत्व का द्रव्यमान पता लगाना चाहते हैं मुझे दोबारा इस चित्र को बनाने दे

प्रश्न संख्या 4 पूछता है कि r त्रिज्या का एक गोला केंद्र मूल के पास स्थित है जिस का घनत्व वितरण Cx2zहै तो अब हम पूछ रहे हैं कि यदि मेरे पास r त्रिज्या का गोला केंद्र मूल पर है जिसका द्रव्यमान घनत्व r Cx2zहमने पहले ही Cr3sin2cos2 cosθलिख लिया है त्रिज्या R का गोला जो मूल पर है उसका कुल द्रव्यमान क्या होगा हम पहले ही छोटे द्रव्यमान तत्व की छोटे आयतन तत्व की गणना यहां कर चुके हैं क्योंकि मैंने यहां दिया है हमने पिछले पृष्ठ पर लिखा हुआ है मैं वहां से यहां पर नकल कर लूंगाCr5sin3cos cos2 dR dθ dϕऔर इसलिए कुल द्रव्यमान इसका समाकलन होगा अब मैं समाकलन को अलग अलग लिखता हूं तो कुल द्रव्यमान m होगा C एक चर है जो बाहर आ जाता है 0R dr r50 dθ sin3 cos 02 cos2 dϕयह उत्तर है अब मैं इन तीनों का अलग अलग समाकलन कर सकता हूं इसलिए 0R dr r5 मुझे R66देता है इसी प्रकार के लिए समाकलन 02 cos2है मैं यहां dϕभूल गया 02 cos2ϕdϕकुछ नहीं है बल्कि 1202 dϕजो मुझे देता है अंतिम समाकलन इस d का समाकलन है मैं इसे अगले पृष्ठ पर करता हूं जो कि 0 sin3cos dθहै जिसे मैं आसान बनाने के लिए 0 sin2cos sin θdθलिख सकता हूं जो कि और कुछ नहीं बल्कि 0 sin2cos d cosθचलिए अब x को cos से परिभाषित करते हैं तब मेरे पास यह समाकलन 11 sin2 xdx होगा जो कि और कुछ नहीं 11 xd xके बराबर होगा चलिए यह समाकलन करते हैं तो मेरे पास 11 xdxहै जहां पास में मैं लिखता हूं x x 1≤x≥0और xx 0≤x≥1तो मैं इस समीकरण को इस समाकलन के लिए इस तरह लिख सकता हूं कि यह होगा 10 xdx 01 xdx यह समीकरण आसानी से हल किया जा सकता है और जब आप सब का समाकलन करते हैं तो अंतिम उत्तर आपको 12 मिलेगा इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि यह मॉड x x0 के लिए समान है मैं इसे 2 x 01 xdx लिख सकता था जो मुझे 12 देगा इसलिए कुल द्रव्यमान इसलिए यदि मैं सभी पदों को इकट्ठा करता हूं तो यह c x R66x 12x होगा जो cR612आएगा और यह आपका उत्तर है